नमस्कारआप सब छात्रों का स्वागत है हम तीसरी महत्वपूर्ण कर्रेंट एसेट अब कैश मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप नकदी की आवश्यकता या नकदी की उपलब्धता का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं हमें पहले से अच्छी तरह से जानना होगा कौन से समय की अवधि में नकदी की स्थिति क्या होने वाली है इसके लिए हम समय क्षितिज के आधार पर कैश बजट तैयार कर सकते हैं आम तौर पर फर्म मासिक कैश बजट है फर्मों को साप्ताहिक कैश बजट नियमित रूप से अक्सर तैयार करना चाहिए इससे उन्हें पहले से पता लग जाएगा कि अगले 5 या 6 दिनों में क्या होने वाला है हमें अलग अलग क्वार्टरों से कितनी नकदी प्राप्त होने वाली है और हम वहां से विभिन्न दावेदारों को कितना नकद भुगतान करने जा रहे हैं जिनसे क्रेडिट पर खरीदा था और सप्ताह के अंत में नकदी की शुद्ध स्थिति क्या है जब कोई फर्म साप्ताहिक बजट तैयार करती है और अगर उन्हें पता चलता है कि उनके पास नकदी की कमी है तो वे उस सप्ताह के लिए योजना बना सकते हैं फिर वे बैंक से अलग अलग स्रोतों से उधार लेकर या मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बिक्री और उन्हें नकदी में परिवर्तित करने के लिए भी कुछ समय की आवश्यकता होती है और यह इतना आसान नहीं है यहां तक कि अगर यह बिक्री योग्य है और संपत्ति की तरह है तब भी हमें एक ग्राहक का पता लगाना होगा हमें एक प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसके बाद ही मार्केटेबल सिक्योरिटीजको नकदी में बदलने के लिए एक दिन या कम से कम 2 न्यूनतम की आवश्यकता होती है इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगले 1 सप्ताह में नकदी के संबंध में क्या होने वाला है क्या हमें नकदी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास नकदी की कमी है या हमारे पास नकदी का अधिशेष होने वाला है यदि हमारे पास अधिशेष नकदी है तो हमें इसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होगा क्योंकि आवश्यकता से अधिक नकदी रखना किसी भी फर्म या किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है यदि सप्ताह के अंत में हमारे पास अधिशेष नकदी होने वाली है तो हमें यह देखना चाहिए कि हम इस अधिशेष नकदी का निवेश कहां कर सकते हैं इसमें से कुछ कमाने के लिए अधिशेष नकद का निवेश किया जाता है सरप्लस कैश के साथ एक फर्म कॉल डिपॉजिटस की मदद से पूर्वानुमान लगाना संभव है इसलिए यदि हम कुशल और उपयोगी कैश बजटहै

तो अधिकतम समय क्षितिज 1 महीना हो सकता है और न्यूनतम 1 सप्ताह होना चाहिए

कैश बजटकी कोई समस्या नहीं होगी इसी तरह अगर हमारे पास नकदी का अधिशेष होने वाला है तो हमें निवेश के रास्ते के बारे में पहले से पता होना चाहिए जहां हम निवेश के लिए जा सकते हैं रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं हमारी अगली चर्चा कैश कलेक्शन एंड पेमेंट तंत्र को कारगर बनाने में विफल होते हैं आज के दिनों में हम ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर का उपयोग कर रहे हैं लेकिन कई मामलों में हम चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं अब सहकर्मी की ज़िम्मेदारी यह है कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक रिसीवर के कार्यालय में पहुँचे या बेचने वाली कंपनी को भुगतान करने वाली कंपनियों से चेक प्राप्त हो एक बार जब बिक्री कंपनियों के कार्यालय में चेक पहुंच जाता है तो सहकर्मी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है अब विक्रेता को तुरंत उस चेक को बैंक को भेजना होगा और बैंक को इसे जल्द से जल्द इकट्ठा करना होगा लेकिन कुछ समय अंतराल और देरी तो हो ही जाती है हमें जो चेक मिला है वह अभी भी खजांची के पास पड़ा हुआ है और वह बैंक को 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद चेक भेजेगा वह इसके बारे में परेशान नहीं है उसे लगता है जैसे हमें भुगतान मिल गया है लेकिन जो हमें मिला है वह वास्तव में एक दस्तावेज या एक साधन है इसलिए हमें बैंक को चेक भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए हमें तुरंत चेक प्राप्त करने और उन्हें बैंक में भेजने में सक्षम होना चाहिए ताकि हम नकदी संग्रह में सुधार कर सकें लेकिन जहां तक भुगतान का सवाल है कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं लेकिन वे तुरंत चेक भेजती हैं नियत तारीख तक वे चेक भेजते हैं ताकि भुगतान करने की उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए उदाहरण के लिए नियत तारीख मार्च 14 या मार्च 15 है इसलिए 14 मार्च की शाम तक या यदि यह 15 है तो नवीनतम 15 मार्च की शाम तक चेक को रिसीवर के कार्यालय या बिक्री कंपनियों के कार्यालय में पहुंचना चाहिए और फिर भुगतान करने वाली कंपनी का काम समाप्त हो जाता है अब चेक प्राप्त करने वाली बिक्री कंपनी भी बहुत सक्रिय हैं और तुरंत वे अपना चेक बैंक को भेजते हैं लेकिन उन्हें यह देखना होगा कि भुगतान करने वाली कंपनी ने किस शाखा से चेक निकाला है उदाहरण के लिए आप एक कंपनी को भुगतान कर रहे हैं जिसमें आप बैंक से चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बैंक की कई शाखाएं हो सकतीं है जैसे एक शाखा दिल्ली में तो दूसरी आगरा में हो सकती है तो जो कंपनी दिल्ली में स्थित है वह कंपनी आगरा में कंपनी को चेक भेजती है लेकिन उस चेक को कंपनी के गुवाहाटी कार्यालय में रखा जाता है जो दिल्ली में स्थित है बता दें कि दोनों कंपनी के बीच एक पूर्व समझौता है कि आगरा में स्थित कंपनी नियत तारीख पर चेक प्राप्त करेगी लेकिन सभी भुगतान दिल्ली कंपनी द्वारा गुवाहाटी में कार्यालय के पक्ष में किए जाएंगे तो चेक दिल्ली के फर्म द्वारा प्राप्त किया जाता है जो आगरा में स्थित फर्म के लिए है इसलिए दिल्ली से चेक आता है जो गुवाहाटी में उनकी शाखा के नाम पर ड्रॉ हुआ है अब उस चेक को कंपनी द्वारा आगरा में अपने बैंक में जमा किया जाता है उस चेक को बैंक द्वारा गुवाहाटी कार्यालय भेजा जाता है और वहाँ से चेक की सहमति प्राप्त करनी होती है और उसके बाद ही भुगतान हस्तांतरित किया जाता है इसलिए जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो भुगतान करने वाली कंपनियां बहुत चालाकी से काम करती हैं एक तरफ वे चेक जारी करते हैं लेकिन उस चेक का भुगतान भुगतान कंपनियों से अगले 15 दिनों के बाद किया जाता है तो इसका मतलब है कि उन्हें चालाकी से चेक प्राप्त करना और एकत्र करना है लेकिन भुगतान के मामले में वे केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चेक रिसीवर के कार्यालय तक पहुंच जाए लेकिन वास्तविक भुगतान में 10 से 15 दिन लगेंगे तकनीकी शब्दों में इसे मूल रूप से फ्लोट भी हैं जब हम चेक प्राप्त करते हैं तो हम तुरंत इसे बैंक को भेज देते हैं और 2 दिनों के भीतर चेक एकत्र कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि 2 दिनों के भीतर भुगतान कंपनियों के खाते में आता है यह कलेक्शन फ्लोट है मैं आपको अपना पिछला उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं जो कंपनी दिल्ली में स्थित है वह आगरा की एक कंपनी को भुगतान कर रही है और वह कंपनी गुवाहाटी में अपने प्रधान कार्यालय के नाम पर चेक बना रही है इसलिए आगरा में कंपनी को भुगतान करने में वास्तव में 15 दिन लगते हैं कंपनी का खाता जो दिल्ली में है 15 दिनों के बाद डेबिट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि डिसबर्समेंट फ्लोट है जो 13 दिन है इसलिए फ्लोट मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है ऊपर दिए गए उदाहरण में आगरा में स्थित विक्रेता दिल्ली में खरीदार के लिए नियम और शर्तें मानता है और 15 दिनों के बाद भुगतान प्राप्त करता है क्योंकि चेक गुवाहाटी शाखा पर दिया गया है यह तभी हो सकता है जब खरीदार बहुत मजबूत कंपनी हो और आपूर्तिकर्ता बहुत मजबूत स्थिति में न हो उदाहरण के लिए सुजुकी इंडिया सीमित है वे विभिन्न छोटी और बड़ी फर्मों से लगभग सभी इनपुट खरीद रहे हैं वे कांच या स्टील या रबर या टायर का निर्माण नहीं कर रहे हैं उनके आपूर्तिकर्ता बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां दोनों हैं लेकिन छोटी कंपनियां सुजुकी मोटर्स को कई कारणों से आपूर्ति कर रही हैं नंबर एक उनकी आपूर्ति अत्यधिक सुरक्षित है इसके बाद सुज़ुकी मोटर्स द्वारा सभी इकाइयों का पूरा उत्पादन नियमित रूप से लिया जा रहा है इसलिए उन्हें किसी अन्य ग्राहक की तलाश नहीं करनी है क्योंकि आपूर्तिकर्ता के बीच और सुजुकी मोटर्स के बीच सीमित अवधि के लिए खरीद और बिक्री का अनुबंध है जैसा कि आपूर्तिकर्ता का भुगतान सुरक्षित है वे अद्भुत ग्राहक नहीं खोना चाहते इसके अलावा वे ब्याज कारक के साथ क्रेडिट लोड करने में सक्षम हैं ये ऐसे कारण हैं जहां खरीदार मजबूत स्थिति में है और विक्रेता को खरीदार की कुछ शर्तों को स्वीकार करना होगा स्थितियां सामान्य नहीं हो सकती हैं ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली स्थित कंपनी आगरा स्थित कंपनी को चेक का भुगतान करती है और गुवाहाटी में हेड ऑफिस में चेक तैयार किया जाता है इसलिए जैसा कि आपूर्तिकर्ता को पता है कि उसका भुगतान सुरक्षित है और उसे कंपनी से कई अन्य लाभ हो रहे हैं इसलिए आपूर्तिकर्ता चेक एकत्र करने के लिए और 10 15 दिनों तक इंतजार करने के लिए सहमत हो सकता है इसलिए यह सामान्य रूप से संभव नहीं है कि आपूर्तिकर्ता और खरीदार दोनों के पास समान वित्तीय ताकत हो तो उस स्थिति में खरीदार आपूर्तिकर्ता पर शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकता है और आपूर्तिकर्ता यह कह सकता है कि यदि आप इसे मेरी शर्तों पर नहीं खरीदेंगे तो मैं भी गुवाहाटी कार्यालय के पक्ष में लिख गए चेक को नहीं अपनाउंगा आपूर्तिकर्ता क्रेडिट अवधि को परिभाषित कर सकता है और उस शाखा के नाम का निर्देश दे सकता है जिस पर चेक लिखा गया है अगर चेक गुवाहाटी ब्रांच के नाम पर लिखा जाता है तो वे स्वीकार नहीं कर सकते यह सब दोनों पक्षों की आर्थिक मजबूती और ऋण योग्यता पर निर्भर करता है यदि दोनों एक दूसरे को पारस्परिक करते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की असामान्य शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा लेकिन अगर आपूर्तिकर्ता कमजोर है और खरीदार बहुत मजबूत है तो आपूर्तिकर्ता को खरीदार के साथ सहमत होना होगा क्योंकि आपूर्तिकर्ता को बड़े और प्रतिष्ठित खरीदारों से कई फायदे मिलते हैं तो यह फ्लोट की अवधारणा है कलेक्शन फ्लोट अधिकतम होना चाहिए हमें नेट फ्लोट को अधिकतम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखकर हम अधिकतम कारोबार कर सकें क्योंकि हमें पता है कि भुगतान अगले 15 दिनों में हमारे खाते से डेबिट होने वाला है इसलिए आज चेक जारी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि भुगतान 15 दिनों के बाद डेबिट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हम अगले 14 दिनों के लिए अन्य आपूर्तिकर्ताओं को भी उतनी ही मूल्य का चेक लिखते रह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आज हम जो चेक जारी करेंगे वह 15 दिनों के बाद हमारे बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम चेक प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने वाले फर्म द्वारा लिए गए दिनों की संख्या जानते हैं इसलिए वे न्यूनतम नकद शेष रखकर लेनदेन के मूल्य को बढ़ा सकते हैं क्योंकि कोई भी बैंक खाते में अधिकतम नकद शेष नहीं रखना चाहता है क्योंकि यह एक चालू खाता है

तो कलेक्शन फ्लोट अधिकतम हो जाए इसके बाद हम ऑप्टिमम सेविंग्स की कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो आप पाएंगे कि भारी मात्रा में नकदी पड़ी है जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है नकद एक महंगी संपत्ति है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए उन्हें पता है कि वास्तव में कितनी नकदी की आवश्यकता है और कितनी उपलब्ध है फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में नकदी प्रबंधन बहुत खराब है उदाहरण के लिए BHEL के 5 या 6 प्लांट देश में हैं प्रत्येक प्लांट के स्थान को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में माना जाता है और उनके पास लेबर बैलेंस शीट लाभ और हानि खाते और अन्य प्रकार के विवरण होते हैं वे हर प्लांट के स्थान पर नकदी रखते हैं तो वे कंपनी स्तर पर नकद शेष क्यों नहीं रखते वे एक स्थान पर इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन नकद हस्तांतरित किया जा सकता है इसलिए उन्हें एक स्थान पर कुल नकद रखना चाहिए अपने कंपनी स्तर पर वे दैनिक नकद आवश्यकताओं को रख सकते हैं और यदि कोई अधिशेष राशि बची है तो उसे तुरंत कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए कॉर्पोरेट कार्यालय में उन्हें प्लांटस को नकदी में बदलना होगा इसलिए कौन इन सभी झंझटों में पड़ेगा लेकिन निजी तैयार करके वे पहले से अनुमान लगाते हैं कि कितनी नकदी की आवश्यकता है और कितना उपलब्ध होने वाला है और अगर कोई अधिशेष नकदी है तो वे इसे बाजार में निवेश करते हैं इसलिए हमें कैश मैनेजमेंट प्रक्रिया अन्य चीजों से परे समझने में मदद करते हैं अब हम कैश रखने के तर्क पर चर्चा करेंगे ठीक है हमने पहले ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट से करते हैं नकदी उतना ही अच्छा है जितना कि कच्चे माल या खत्म माल की इन्वेंट्री अच्छा है वहां हम इन्वेंट्री स्टोर कर रहे हैं यहां हम कैश स्टोर कर रहे हैं इसलिए इन्वेंट्री होनी चाहिए इसलिए उन्हें नकदी रखना होता है इसलिए हमें केवल उस नकदी की आवश्यकता होनी चाहिए जो कि लेन देन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वांछित है इससे अधिक नहीं और उससे कम भी नहीं फिर प्रीकॉशनरी बैलेंस के रूप होना चाहिए जैसे जैसे हमारी ज़रूरतों में उतार चढ़ाव होता है हमें भी इसी प्रकार नकदी की आवश्यकता को कम और ज्यादा करना चाहिए इसलिए हमें किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए थोड़ा और नकदी रखना चाहिए ताकि कोई भी भुगतान जो प्रत्याशित न हो उसका भुगतान किया जा सके यदि कभी कभी हमारे लेनदार देय तिथि से पहले भी भुगतान के लिए अनुरोध करते हैं तो हम भी भुगतान कर सकते हैं इसलिए कभी कभी यह हमारे अपने एहतियाती उद्देश्य के लिए होता है और कुछ समय हमारे आपूर्तिकर्ताओं को भी मदद करने के लिए हमें अधिशेष नकद रखना पड़ता है ताकि जब यह देय हो भुगतान तब हो अगला स्पेक्युलेटिव पर्पस के कारण कच्चे माल की खरीद कर सकती है उदाहरण के लिए आईटीसी के अधिकांश उत्पाद कृषि आधारित हैं वे आटा सिगरेट और कई अन्य उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण करते हैं उनके कई उत्पाद कृषि आयात से रखती है तो मौके पर फायदा उठा सकते हैं एक अन्य उदाहरण कहो आपका सप्लायर एबीसी लिमिटेड है और आपकी सामान्य क्रेडिट अवधि 30 दिन है लेकिन 10 दिनों के बाद ही आपूर्ति करने वाली कंपनी को नकदी की आवश्यकता होती है इसलिए वे खरीदने वाली कंपनी को प्रस्ताव देते हैं कि आम तौर पर हमारी क्रेडिट अवधि 30 दिन है जो और 20 दिनों के बाद समाप्त होने जा रही है केवल 10 दिन खत्म हो गए हैं और 20 दिनों के बाद आप हमें भुगतान करेंगे लेकिन यदि आप आज हमें भुगतान करते हैं तो हम आपको 2 नकद छूट देंगे तो यह एक बहुत अच्छा अवसर है कंपनी को इसका आनंद लेना चाहिए अगर उनके पास अधिशेष नकदी हैं तो उस अवसर को क्यों न फायदा उठाया जाए और 2 छूट का आनंद लिया जाए और तुरंत भुगतान करें तो फर्म इन सभी स्पेक्युलेटिव पर्पस से निपटने और इस अधिशेष नकदी पर कुछ अप्रत्याशित या अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए इसका बहुत कुशलता से उपयोग किया जा सकता है अब हम कुछ कैश मैनेजमेंट मॉडल है पहले कैश वर्सेस प्रोफिट में लाभ और हानि खाता बनाते हैं डेबिट NOPAT के रूप में कहते हैं इसलिए जब फर्म कर से पहले शुद्ध लाभ के ऊपरी हिस्से में है सभी अप्रत्यक्ष खर्चों जैसे सामग्री श्रम ओवरहेड्स और विनिर्माण खर्चों को बिक्री से घटाकर लाभ का पता लगाया जाता है आय स्टेटमेंट कहते हैं कुल बिक्री नकद बिक्री और क्रेडिट बिक्री हो सकती है तो इसका मतलब है कि बिक्री में नकदी के साथ साथ क्रेडिट तत्व भी हैं इसी तरह लाभ में भी नकद और क्रेडिट तत्व है उदाहरण के लिए 50 बिक्री नकदी पर है और 50 बिक्री क्रेडिट पर है इसका मतलब यह है कि लाभ 100 रुपये है तो उसमे से केवल 50 रुपये का लाभ नकद में है और अन्य 50 रुपये का लाभ क्रेडिट पर है इसलिए इस चर्चा से हमने समझा कि नकदी वास्तविक है और लाभ नाममात्र है हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कुल लाभ में से नकद लाभ कितना है इससे पहले हमने 2 वित्तीय विवरण कहा जाता है अब सभी कंपनियों को आय विवरण यह 3 स्टेटमेंट तैयार करना हैं अब हमारे पास आय विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों क्यों हैं आय विवरण हमें बताता है कि लाभ की सीमा क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें नकद मुनाफे की सीमा बताता है यही अंतर है कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम कुल मुनाफे में से नकद मुनाफे को जान सकते हैं अगर हम कुछ नकद लाभ लेने जा रहे हैं तो उस लाभ को बाजार में कैसे निवेश किया जाए और उस लाभ से कुशलता से कैसे निपटा जाए इसलिए हमें उन मार्गों का पता लगाना होगा जहां इस नकदी का निवेश किया जा सकता है एक फर्म को लाभ होने वाला है लेकिन 80 बिक्री क्रेडिट बिक्री होने के कारण लाभ का 80 नॉमिनल प्रोफिट के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे ध्यान में रखना होगा कि नकदी वास्तविक लाभ

वे बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प बिंदु भी हैं हम अगली कक्षा में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद